नमस्कार NPTEL द्वारा प्रस्तुत डिजाइन थिंकिंग के कोर्स में आपका स्वागत है मेरा नाम बाला रामादोराई है और मैं एक प्रोफेसर और सलाहकार हूं मैं और दूसरे प्रशिक्षक प्रोफेसर अश्विन महालिंगम इस कोर्स को पढ़ाएंगे सबसे पहले डिजाइन थिंकिंग क्या है अनुमान लगाइए की स्क्रीन पर दिखने वाला व्यक्ति कौन है मै आपको 1 मिनट का समय देता हूँ मैं नहीं जो अभी पीछे के स्क्रीन में दिखाई दे रहे है आप चाहे तो वीडियो को रोक भी सकते हैं यह पोलैंड के खगोलज्ञ निकोलस कॉपरनिकस है यूरोपीय महाद्वीप में इन्हें मुख्यतः अपने इस योगदान के लिए जाना जाता है कि इन्होंने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है जैसा कि मध्यकालीन यूरोप में माना जाता था बल्कि यह केंद्र सूर्य है जिसको कि हम सौर मंडल केंद्र के रूप में जानते हैं परंतु डिजाइन थिंकिंग में हम जो कुछ कॉपरनिकस ने अपने पूरे जीवन में किया उसका उल्टा करते हैं हम केंद्र को वापस अपने पास लाने वाले हैं और इसको हम कभी कभी मानव केंद्रित डिजाइन भी कहते हैं तो हम मनुष्य से शुरुआत करते हैं वहीं से सोचना शुरू करते हैं कि हम इस व्यक्ति की कैसे मदद कर सकते हैं डिजाइन थिंकिंग के इतिहास के बारे में पहले बात करते हैं अध्ययन के विषय के रूप में इसकी शुरुआत शायद 1960 के दशक में हुई थी ideocom ने इसको प्रसिद्ध किया और कई लोग इसके साथ जुड़ गए तो हम इसके विचारों का प्रयोग करेंगे मैंने कुछ रेफरेंसेस के सुझाव भी दिए हैं कुछ वीडियोस भी दिए हैं आप कोर्स के दौरान किसी भी समय इनका प्रयोग कर सकते हैं तो हम कुछ तथ्य IDEO से लेंगे और कुछ उन रिफरेंस से जिनकी सूची आपको दी गई है इस सोच का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि हम जो भी करते हैं उसके केंद्र में मनुष्य होता है इस कोर्स के दो उद्देश्य हैं जो कि बहुत ही मूल उद्देश्य है क्योंकि यह आरंभिक कोर्स है और हम यह अपेक्षा नहीं करते हैं कि आपको इसके बारे में पहले से कुछ पता है पहला उद्देश्य है कि आप डिजाइन थिंकिंग की प्रक्रिया के सभी चरणों को याद रख सकें हां यह सोचने की प्रक्रिया है और आपको एक एक चरण और स्तर पर सोचना होगा दूसरा उद्देश्य यह होगा कि यदि मैं सारे चरणों और स्तरों आपस में मिला दूँ तो आप बता सके कि यह प्रथम चरण है यह द्वितीय इत्यादि हमें खुशी होगी अगर आप इस कोर्स के अंतर्गत कराए जाने वाले टेस्ट व क्लास मैं यह प्रदर्शित कर पाए और यही डिजाइन थिंकिंग है और जागरूकता ऐसे ही उत्पन्न करी जाती है ठीक है कोर्स की शुरुआत करने से पहले मैं इसका परिपेक्ष स्थापित करना चाहता हूं कुछ आधारभूत तत्व जो कि मैं इसमें शामिल करना चाहता हूं वह यह है कि विचार सिर्फ विचारों के तौर पर या लिखे हुए शब्दों के तौर पर नहीं होते हैं बल्कि वो होते जिनका क्रियान्वयन हुआ हो और जिनसे कोई उत्पाद या सेवा का सृजन हुआ हो उत्पाद वो है जिसका प्रयोग कोई करता है और उसके लिए भी वे उपयोगी होते है सेवा की ना तो आकृति होती है और ना ही उसे स्पर्श किया जा सकता है उदाहरण के लिए यह कोर्स सेवा की श्रेणी में आएगा क्योंकि इसको ना तो स्पर्श किया जा सकता है ना ही महसूस आमतौर पर उत्पाद की परिभाषा काफी अस्पष्ट होती है मेरी सोच के अनुसार उत्पाद वह है जिसे हम स्पर्श और महसूस कर सकते हैं उत्पाद और सेवा दोनों ही किसी को प्रदान किए जाते हैं तो यदि आपके विचार इन दोनों में से एक का सृजन कर सकते हैं तो आमतौर पर हम इसे क्रियान्वयन की प्रक्रिया कह सकते हैं क्योंकि यह एक उत्पाद या सेवा बनाती है तो यह तो मूलभूत तथ्य थे यह आधार है जिस पर हम निर्माण करते हैं परंतु हम इस विषय में कुछ भी यहां पर शामिल नहीं करेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने डिजाइन थिंकिंग की प्रक्रिया को चार स्तरों मै विभाजित किया है हम मनुष्य से शुरुआत करते हैं इसलिए मनुष्य को समझना हमारे पहले स्तर का अभिन्न हिस्सा है और यह जानने के लिए कि दूसरे इंसान के अंदर क्या चल रहा है मेरे अंदर नहीं बल्कि दूसरे इंसान के अंदर दूसरे के नजरिए को समझने की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है आगे चलकर इस कोर्स में हम यह भी समझेंगे कि एक बार हम यह जान ले कि मनुष्य क्या सोच रहा है आप पता लगा ले उसका नजरिया जानने लगे का चरण प्रयोग में लाते हैं इसमें हमें यह पता लगाना है की समस्या का स्तर क्या है उसका विश्लेषण करना है और पूरी तरीके से अनुमान लगाना है इस प्रकार विश्लेषण चरण में हम असल में पता लगाते हैं की अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा है ग्राहक इस सब से क्यों गुजर रहा है और इसके बाद हम तीसरे चरण की ओर प्रस्थान करते हैं अभी तक हमने जिस समस्या का समाधान करना है उसे ढूंढ लिया है अब हमें इसे कम कम करने या घटाने के लिए तरीके ढूंढने हैं समस्या को कम करने के लिए किसी चीज की रचना करनी पड़ेगी इसके लिए हमें कोई एकदम नई वस्तु बनानी होगी या पुरानी वस्तुओं को नए संयोजन में प्रस्तुत करना पड़ेगा जिससे कि हमें समस्या का समाधान मिल जाए आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अंतिम और मेरे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है इन सब को साथ में लेना आपस में जोड़ना और एक अवधारणा बनाना परंतु इसे अपने पास रखना ही काफी नहीं होगा आपको असल में इसे किसी को परीक्षण के लिए देना होगा आप उस व्यक्ति को भी परीक्षण के लिए दे सकते हैं जिसके नजरिए को समझने से आपने समस्या समझने की शुरुआत की थी आप पता लगा सकते हैं की क्या इससे उनको कोई भी मदद मिली या नहीं या इससे उनकी समस्याएं बढ़ गई अगर ऐसा है तो आपको यह सोचकर कि आपके विचारों से उन्हें अधिक समस्या हो रही है फिर से शुरुआत करनी होगी तो यह मूलभूत कार्यप्रणाली है जिसमें चार चरण होते हैं लोगों से प्रारंभ करें उसके बाद समस्या फिर समाधान व उसके बाद अवधारणा इसके लिए आपको दूसरे के नजरिए को समझना है विश्लेषण करना है रचना करनी है और फिर परीक्षण करना है आप बनाकर परीक्षण करेंगे तो यह डिजाइन थिंकिंग के मूल है